प्रिय प्रतिभागियों इस पाठ्यक्रम के अंतिम मॉड्यूल में आपका स्वागत हैं पिछले मॉड्यूल में हम ने बॉडी लैंग्वेज संवाद का अध्ययन कैसे पारस्परिक संचार में होता हैं गुस्टोरिक्स में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जब हम भोजन के महत्व को संचार के साधन के रूप में देखते हैं हमें उन लोगों का उल्लेख करना होगा जिन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में इस विचार को आगे बढ़ाया था मैं रोलांड बार्थेसका सुझाव है कि हम खाद्य को एक ही प्रथाओंसांस्कृतिक उत्पादनभाषा के रूप का पालन करने में देख सकते हैं भोजन और भाषा के बीच आम समानता को आसानी से समझ सकता है क्योंकि भोजन एक कोड भी है जो सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पैटर्न को व्यक्त करता है मैं इस लेख से उद्धृत करता हूं हम क्या उपभोग करते हैं हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं जो इसे तैयार करता है जो टेबल पर है जो पहले खाता है वह संचार का एक रूप है जो अर्थ में समृद्ध है केवल शरीर का पोषण हम जो खाते हैं और जिसके साथ खाते हैं वह व्यक्तियों समुदायों और यहां तक कि देशों के बीच संबंधों को प्रेरित और मजबूत कर सकता है " भोजन की तैयारी और परोसना एक घरेलू काम के दायरे से निकल कर पेशेवर संचार की दुनिया में प्रवेश कर चुका हैं और हमने कई बैठकों को दोपहर के भोजन पर कॉफी इत्यादि के दौरान होते देखा हैं इसलिए भोजन संचार का एक साधन है जो अन्य चीजों के बीच भी उस स्थिति को व्यक्त कर सकता है जिसे हम दूसरे लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण का संवाद करना चाहते हैं जिस तरह से हम अपने खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं वह औपचारिकता के स्तर जो हम बनाए रखना चाहते हैं हमारे डायलाग मेंभोजन की मदद और इससे जुड़ी प्रथाओं से संप्रेषित किया जा सकते हैं उस ही समय भोजन हमारे पेशेवर संवादों के एक भाग में विशेष माहौल बनाने में हमारी मदद करता है यह संवाद परंपरा स्वागत की भावना और निकट के संबंध तथ्य यह है कि हम एक व्यक्ति के लिए देखभाल या बस औपचारिक शर्त बनाए रखना चाहते हैं इसलिए हमे यह समझना होगा कि खाना एक खुशी प्रशंसा नाराज़गी द्वेष या यहां तक कि एक छिपी चेतावनी हैं इस कारण से हमे पता हैं कि भोजन अध्ययन तेजी से नॉनवर्बल संदेशों का एक हिस्सा होते जा रहे हैं इस संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है वास्तव में भोजन हमसे क्या संवाद करता है और दूसरा हम कैसे भेजे गए संदेश को समझते हैं भोजन बहुआयामी है यह हमें आकार देता है यह हमारी पहचान को आकार देता है यह हमारे सामाजिक मूल्यों को आकार देता है यह हमारी सांस्कृतिक विकास का एक हिस्सा है जो हम खाते हैं और हम कैसे खाते हैंयह हम लोगों के रूप में एक अनिवार्य हिस्सा हैं उस ही समय कैसे खाना शब्दों और छवियों में प्रस्तुत किया है साहित्य में दिन प्रतिदिन की बातचीत में तस्वीरों में जो हम सामाजिक मीडिया पर साझा करते हैं आदि भी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए कॉफी अब अधिक एक ब्रेक के साथ जुड़ा हुआ है बजाए एक पेय जो पोषण के लिए लेने का विचार है इन सुरागों की वज़ह से हम आसानी से कह सकते हैं कि नॉनवर्बल संचार कम से कम उन संदेशों के रूप में महत्वपूर्ण है जो हमें अपनी पोशाक रंग कोड वगैरह के माध्यम से प्राप्त होते हैं हमें सामूहिक आत्म सम्मान और समूह एकजुटता प्राप्त करने के लिए यह हमारी मदद करता है भोजन के संदर्भ में विकल्प और प्राथमिकता के कई सुझाव सुराग के रूप में एक ही संस्कृति के अन्दर पारस्परिक बातचीत में सांस्कृतिक स्थिति में देती हैं वो आसानी से वर्ग का सुझाव देते है उदाहरण के लिए एक विशेष टॉपिंग पिज्जा पर इटली में स्वाद का प्रतीक हैं जबकि एक जमे हुए पिज्जा का आदेश एक सुपरमार्केट में एक तेजी से और सस्ते घर में पके भोजन का प्रतीक हैं यह सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य वरीयताओं को भी बताता है उदाहरण के लिए सीवीड खाया जाता है जबकि चीन में यह घरेलू पशुओं के लिए एक भोजन माना जाता है एक राष्ट्रीय स्वाद भी उन खाद्य पदार्थों में परिलक्षित होता है जो लोकप्रिय रूप से खपत होते हैं हम ने पाया कि विभिन्न प्रकार के अमेरिकी खाद्य पदार्थों में चीनी होना आम है दूसरी ओर फ्रांस में चीनी की समान भूमिका खाद्य पदार्थों की तैयारी में नहीं है भोजन एक बढ़ता हुआ लेंस है उसी समय यह हमें अन्य लोगों के संचार पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करता है जो हमें व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक सेट अप के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताता है भोजन के लिए व्यक्तियों और समूहों को एक साथ जोड़ता है इसकी वरीयताओं को और समय के साथ शासन में परिवर्तन हम पाते हैं कि समय बीतने के साथ संस्कृतियों के भीतर प्राथमिकताओं का बदलना और यह परिवर्तन महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए वे हमें किसी देश के ऐतिहासिक विकास भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं जहां एक विशेष खाद्य पदार्थ पसंद किया जाता है और क्यों उस ही समय में यह समाज के भीतर और बाहर होने वाले माइग्रेशन के बारे में सुराग देता है और धीरे धीरे हम पाते हैं कि भोजन के बारे में हमारे राष्ट्रीय की पहचान का एक प्रतिबिंब बन जाता है उस ही समय में हम पाते हैं कि भोजन अनिवार्य रूप से संस्कारों और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है रीति रिवाज़ उचित रूप से पैटर्न का एक स्वैच्छिक प्रदर्शन के व्यवहार के परिभाषित किया जा सकता हैं और प्रतीकात्मक प्रभाव या जीवन में भाग लेने के लिए हैं हमारे जीवन में रीति रिवाज़ भोजन में शामिल हमारी दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण पहलू और कदम हैं उदाहरण के लिए हमारे जन्मदिन त्योहारों शादियों छुट्टियों अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार की भोजन की तैयारी और यह कैसे पेश किया जाता है के साथ जुड़े हैं अनुष्ठान के संदर्भ में भोजन अक्सर जीवन के भाव प्यार खुशी और दु ख में खड़ा है हम पाते हैं कि भोजन का पहलू संस्कृति के प्रतिनिधित्व के रूप में है और साथ ही रिश्तों के भीतर हमारी भावनात्मक वरीयताओं को विभिन्न प्रकार के मीडिया में चित्रित किया गया है मैं विशेष रूप से एक लोकप्रिय फिल्म द नेमसेक में इसके अभिनय का उल्लेख करता हूँ इस फिल्म में अपने पिता की अचानक मौत के बाद गोगोल की बदलती वरीयेताए भोजन में एक विशेष प्रकार के विकल्प चुनने में परिलक्षित होती हैं तो भोजन संस्कृति परंपरा और उदासीनता से संबंधित है यह सौंदर्य शास्त्र की पहचान और विशिष्टता के आलंकारिक प्रदर्शनों की सूची के साथ भी जुड़ा हुआ है भोजन एक वस्तु के रूप में लोगों की खपत के साथ साथ एक विशेष उद्योग के साथ जुड़ा है और हमें पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है की अलग अलग संस्कृति में एक स्थान को एक विशेष लिंग के साथ जोड़ा जा रहा है उदाहरण के लिएयदि भोजन की तैयारी एक विशेष लिंग के साथ जुड़ी हुई है तो वो स्थान उस लिंग द्वारा भी व्याप्त है विभिन्न संस्कृतियों में घरेलू रसोई को एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है जिसे केवल महिलाओं द्वारा शासित किया जा सकता है और पुरुष इस स्थान में प्रवेश करना नहीं चाहते भोजन से जो हमारा संबंध है वो बॉडी लैंग्वेज टीवी पर फिल्मों में लोकप्रिय साहित्य और मास मीडिया में उभर कर आते हैं हम पते है कि भोजन की एक स्वतंत्र भाषा के रूप में व्याख्या की जा सकती हैं एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में जो काम को समझने में हमारी मदद करेगा हमारे कपड़ोंगंधएक्सेसरीजजिस तरह से हम हमारे भोजन खाना पसंद करते हैं आदि एक भाषा बन गई है जिस को आज के दुनिया में समझना महत्वपूर्ण है संचार अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में भोजन अर्थ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है एक पेशेवर सेटिंग्स में भोजन एक मिलनसार व्यवहार का प्रतीक है जिसके द्वारा हम बनाते प्रबंधन और हमारे अर्थ अन्य लोगों को बताते हैं गैस्ट्रोनॉमिक परंपरा संस्कृति पर निर्भर है और यह सांस्कृतिक मतभेदों के बारे में जानने के लिए एक अपरिहार्य उपकरण है कार्यस्थल के बहु सांस्कृतिक सेटिंग पर इससे समझना भी महत्वपूर्ण हो गया है हम पाते हैं कि भोजन और भोजन से संबंधित छवियां दृढ़ता से हमारे क्षेत्र और राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा से संबंधित हैं इसलिए भोजन के बारे में बात या लिखना या विभिन्न छवियों का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मुद्दों के साथ संबंधित हैं यह हमें जीवन के प्रति संस्कृति के दृष्टिकोण और किसी विशेष संस्कृति में क्या मूल्यवान है के बारे में भी बताता हैं संस्कृति के बारे में हमारी समझ आदते रस्में और परंपरा जो एक पेशेवर काम का तरीका भोजन के माध्यम से और जिस तरह से यह हमारे द्वारा माना जाता है बनाती हैं यह बॉडी लैंग्वेज का पहलू अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक अन्य पहलू जो इस उभरते हुए क्षेत्र के बारे में दिलचस्प है वह यह है कि भोजन के साथ संचार रोज़मर्रा में होता है और इसलिए यह तेजी से साहित्यिक आलोचना और संचार अध्ययन का एक हिस्सा NVC के संदर्भ में बनता जा रहा है आगे हम कह सकते हैं कि वैश्विक गांव और अंतर जातीय कार्य स्थलों के विचार ने इस संवेदनशीलता को लगभग कौशल बना दिया है जो आज पेशेवरों के पास है अब पैरालेंग्वेज के साथ हम पाते हैं कि साइलेंस को शब्दों की मुखर अनुपस्थिति या किसी भी संबद्ध आवाज़ के रूप में समझा जा सकता है लेकिन जिस तरह से मौन हमारे अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है वह बहुत सूक्ष्म है और फिर भी यह गुंजयमान है अक्सर हम पाते हैं कि कुछ समाजों और संस्कृतियों में यह ज्ञान से जुड़ा हो सकता है साइलेंस का जुड़ाव नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है यह शर्मनाक विराम में हो सकता है एक लंबा विराम जब वक्ता जानबूझकर शब्दों को वापस रखता है दूसरी ओर सकारात्मक मौन आत्मविश्वास दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्ति जो सोच रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही परिपक्वता यह सुझाव देकर करता हैं कि व्यक्ति किसी चीज को बाहर करने की जल्दी में नहीं है यहां सांस्कृतिक अंतर भी हैं मुझे लगता है कि हमारे संचार के एक हिस्से के रूप में मौन को पढ़ा जाना चाहिए मैं एडवर्ड टी हॉल ने टिप्पणी की है कि कुछ समाजों में जैसे अमेरिकी और ब्रिटिश समाजों शब्द महत्वपूर्ण हैं अमेरिकी और ब्रिटिश समाज की राय में शब्द संस्कृति हैं जबकि कई अन्य समाजों में जो नॉनवर्बल भी शामिल हैं पर अधिक भरोसा करते हैं सांस्कृतिक अंतरों को समझने के अलावा हमारी समझ भी महत्वपूर्ण है ताकि अर्थ की समग्रता को सीधे समझा जा सके कुछ बॉडी लैंग्वेज के कुछ पहलू आक्रामक हो सकते हैं और एक हिंसक स्वभाव का सुझाव दे सकते हैं यहाँ कुछ हाथों के इशारे कुछ आसन चेहरे की कुछ अभिव्यक्तियाँ खतरे का संकेत और खतरा हो सकती हैं इस की तुलना में साइलेंस संचार के रूप में माना जाता है हालांकि यह नकारात्मक धारणाओं का सुझाव दे सकता है लेकिन हिंसा उनमें से एक नहीं है अगर हम साइलेंस के सकारात्मक व्याख्याओं को देखे हम आम तौर पर इसकी व्याख्या अन्य व्यक्ति के सम्मान की निशानी के रूप में करेंगे जो बोल रहा है या चुप रहने से दूसरे व्यक्ति के लिए विकल्प की इच्छा रखता हैं उस ही समय अगर वक्ता जबाब कैसे फ्रेम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो वक्ता भी दो सेकंड चुप रहना पसंद कर सकता हैं यह जवाब की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं हम पाते हैं कि यह पारस्परिक बातचीत में श्रोताओं को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत प्रभावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैं यह इस पर जोर देता हैं कि व्यक्ति साइलेंस दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकती हैं यह अंतर को चिह्नित करने में कि यह पाठ्यक्रम प्रकार या बातचीत शैली हैं क्या यह एक सवाल या एक आश्चर्य अभिव्यक्ति है पूर्वी संस्कृतियों में साइलेंस का सम्मान और इसे महत्व दिया जाता है उस ही समय यह कुछ नकारात्मक व्याख्याओं के साथ भी जुड़ा हुआ है विशेष रूप से उन संस्कृतियों में जहां शब्द महत्वपूर्ण हैंसाइलेंस सत्य को छुपाने से संबंधित हैं यह अभद्रता की निशानी दुश्मनीगूंगापन एक संवाद के दौरान अन्य व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक विफलता के रूप में समझा जाता है संचार के दौरान एक लंबा साइलेंस भी प्रभावी नहीं हैं और अलग स्थितियों में अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी साझा किया जा सकती हैं उसकी किसी श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच बातचीत में एक बहुत प्रभावी रणनीति है यह सावधानी झिझक और किसी भी तरह अधिक जानकारी देने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है पूर्ववर्ती मॉड्यूल में मैंने आपके साथ नॉनवर्बल संचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमारी समझ से काम करना चाहिए बॉडी लैंग्वेज हमेशा सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट हैं इसलिए सभी चर्चाओं में सांस्कृतिक मतभेदों की व्याख्या की है जाति और लिंग की समझ भी विशिष्ट संस्कृति है और अंतरजातीय आर पार लिंग स्थितियों में कभी कभी हम श्रेणियों पर भरोसा करते हैं एक व्यक्ति को जवाब देने के बजाय किसी पेशेवर बातचीत में या हमारे व्यक्तिगत संवादों में भी अक्सर यह कॉग्निटिव दिस्सोन्ने जाना जाता है हमारे संचार की प्रभावी समझ में एक बाधा बन जाता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे संचार में हम किसी भी घिसी पिटी समझ पर भरोसा नहीं करते हैं उदाहरण के लिए हम एक विशेष प्रकार के व्यवहार के रूप में एक विशेष समुदाय को संबद्ध नहीं कर सकते हैं हम एक लिंग को कुछ विशेषताओं और लक्षणों के साथ भी नहीं जोड़ सकते है यह सामान्यीकरण कभी भी बॉडी लैंग्वेज की किसी पेशेवर समझ का हिस्सा नहीं होना चाहिए विभिन्न शोधकर्ता ने भी बॉडी लैंग्वेज के मामले में लिंग की प्राथमिकताओं में अंतर किया है मैंने इससे बचने की कोशिश की है क्योंकि मुझे लगता है कि हम लगातार और खुशी से उन कार्य स्थानों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां ये अंतर अब महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए एक स्टीरियो टाइपिंग की बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करने के संदर्भ में टाला जाना चाहिए बॉडी लैंग्वेज का महत्व अक्सर दूसरे व्यक्ति के मूल्यांकन में किया गया है और इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक तरीके से प्रदर्शित करें पेशेवर दुनिया में बॉडी लैंग्वेज के महत्व के बारे में सबको पता हैं एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रुचि खुलेपन उत्साह को दर्शाता है और संचार को भी बढ़ाता है दूसरी ओर नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज एक पेशेवर छवि को स्थापित करती है और एक ही समय में जैसा कि शोधकर्ताओं ने बताया है यह हमारी मनोदशा पर हमारे तनाव के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है जिसके परिणामस्वरूप आत्मसम्मान कम हो जाता है इसलिए सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज सीखना और इसके साथ जुड़े नकारात्मक पहलुओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों के प्रति हमारे व्यवहार में भ्रामक होना सीख रहे है हमें याद रखना होगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते दो मिनट में अन्य व्यक्ति आसानी से पता कर सकते हैं कि हम एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज को नकली करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज के कई पहलू पुरानी आदतों की तरह हैं और इसलिए हम इन आदतों को छोड़ सकते हैं और संचार से जुड़े अधिक सकारात्मक पहलुओं को सीख सकते हैं हम कुछ नकारात्मक आदतों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें बॉडी लैंग्वेज के अधिक सकारात्मक पहलू से बदलना सीख सकते हैं आधुनिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने बॉडी लैंग्वेज और हमारी आत्म छवि के बीच घनिष्ठ संबंध बताया है यह सुझाव देते हुए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को बदलकर हम अपनी सोच को भी बदल सकते हैं यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह जागरूकता साहित्यिक सामग्री में मौजूद है एक साहित्यिक आलोचना इन वैज्ञानिक शोधकर्ताओं से पहले भी हम फौकॉल्ट तर्क के विवरण में जाए बिना मैं बस एक विशेष उपचार की ओर इशारा करुंगा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि अनुशासन और प्रशिक्षण नए इशारों कार्यों आदतों और कौशल और अंततः नए प्रकार के लोगों का उत्पादन करने के लिए शक्ति का पुनर्निर्माण कर सकता है बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करने में सहयोग मानव मस्तिष्क द्वारा दिया जाता हैं यह टिप्पणी फौकॉल्ट ने इस व्याख्यान में दी और इस विचार को हाल ही के वैज्ञानिक शोध में लागू किया गया है अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे कदम हैं जो हमें सचेत रूप से उठाने चाहिए पहले कदम निश्चित रूप सेनकारात्मक लक्षण है हमे अपने व्यवहार की समीक्षा करनी चाहिए इशारों चेहरे का भाव आदि और उन क्षेत्रों की पहचान की आवश्यकता है जो कुछ परिवर्तन चाहते हैं हम कुछ वीडियो तैयार करके कुछ तस्वीरें खींचकर भी मदद ले सकते हैं हम उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन कर सकते हैं जो हमारी राय में बेहतर संचारक हैं हम उन लोगों के इशारों का अनुकरण कर सकते है जिनके पास अधिक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है मैं इस संदर्भ में एनएलपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग द्वारा 1970 में शुरू किया गया था वे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए व्यवहार पैटर्न को मॉडल करने की कोशिश कर रहे थे NLP मन यानि न्यूरो और भाषा के बीच में रिश्ते और कैसे यह मुलाक़ातें हमारे प्रोग्रामिंग या व्यवहार को प्रभावित करती है एनएलपी हमें उन मॉडलों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है उदाहरण के लिए अगर हम एक बढ़ई को देखते हैं जो अपने पेशे में उत्कृष्ट है और उपकरणों के साथ काम कर रहा हैं अगर आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें हैं जो वह सचेत तरीके से कर सकता है और हमें इन तरकीबों के बारे में सिखा सकता है जब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है तो वह कुछ कदम उठा रहा होता है जिससे वह एक उत्कृष्ट बढ़ई बन जाता है हम को इन अचेतन व्यवहार पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए और एनएलपी का यह पहलू हमें व्यवहार के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज के अधिक सकारात्मक लक्षणों को सीखने में मदद करता है उन लोगों को देखकर जिन्हें हम अपने व्यवहार में अनुकरण करना चाहते हैं उदाहरण के लिए मिर्रोरिंगजैसे अन्य लोगों के पोस्टर का अध्ययन करना अन्य लोगों के सूक्ष्म भाव को देखकर और नकल उतारना लेकिन यह बहुत सचेत तरीके से किया जाना है अन्यथा दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस कर सकता है पर कथित परिवर्तन हम अपने बॉडी लैंग्वेज में एक छोटे पहलुओं को बदलने के द्वारा शुरू कर सकते हैं सचेत और नियंत्रित तरीके से कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से अभिभूत नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिए हम कार्यस्थल में बैठने के दौरान अपने पैर की स्थिति में एक निश्चित बदलाव को देख सकते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज से संबंधित छोटे पहलुओं को बदलकर शुरू कर सकते है उदाहरण के लिए हम अपने कार्यस्थल में बैठने के दौरान पैरों की स्थिति को बदलना चाहते हैं या हम किसी विशेष हाथ के इशारे का उपयोग नहीं करना चाहते हैं या हम अधिक मुस्कुराहट याद रखें या हमारी बातचीत में बेहतर संपर्क बनाए रखें इन पहलुओं का आसानी से अभ्यास किया जा सकता है और धीरे धीरे हम एक बेहतर बॉडी लैंग्वेज के लिए सक्षम बन जाते है उस ही समय हम स्थितियों में कल्पना कर सकते हैं एक विशेष पहलू का अभ्यास करना सार्वजनिक रूप से छूट भी हमारी बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज पर एक बेहतर नियंत्रण के लिए सक्षम हैं हम को मौखिक ठहराव से बचने की आदत भी विकसित करनी चाहिए हमारे जवाब को 'उम उह' और अर्थहीन शब्द का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए इन दोहराव से लगता है कि हम तैयार नहीं हैं और हम किसी विशेष संदेश को पारित करने के लिए आश्वस्त नहीं हैं उदाहरण के लिए एक भयावह व्याकुलता गले को बार बार साफ़ करना या गहराई से आह भरना भी संचार में नहीं होना चाहिए ये टिप्स हमारी बॉडी लैंग्वेज से जुड़े नकारात्मक पहलुओं पर काबू पाने में हमारी मदद कर सकते हैं यह पहलू को इस दिलचस्प वीडियो की मदद से और समझा जा सकता है राजनीतिक नेता जब कुछ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं तो कैसे इशारे करते हैं यह वीडियो इस बारे में हैं इस वीडियो में रूसी नेता पुतिन की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया गया है और यह एक बहुत ही रोचक विश्लेषण है विश्लेषक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हैं कि व्लादिमीर पुतिन की अगली चाल क्या है इसका सबसे अच्छा संकेत उनकी बॉडी लैंग्वेज में हो सकता है यूएसए द्वारा रिपोर्ट की गई एक जानकारी पेंटागन शोधकर्ताओं का समूह विदेशी नेताओं जिसमें पुतिन भी शामिल के इशारों का अध्ययन करते हैं एक्सपर्ट का कहना है कि अध्ययन में व्यक्ति के अशाब्दिक संकेत पेशकश कर सकते हैं कि वे कैसे घटनाओं में प्रतिक्रिया करने के लिए निर्णय लेते हैं कुछ अध्ययन के तर्क में पुतिन बॉडी लैंग्वेज की मदद से यूक्रेन के साथ अपने तनाव को समाप्त करने में करते हैं शुक्रवार को पेंटागन स्वीकार करता हैं कि अनुसंधान जो कहते हैं कि अंतर की जरूरत नहीं हैं यूक्रेन पर निर्णय लेने के लिए मिनिस्टर की जरूरत हैं एक प्रोफेसर उसकी तकनीक विश्वविद्यालय पर हमला करता हैं जो गैर मौखिक संचार पर अनुसंधान कर रही हैं समझते हैं और हम देखते हैं पुतिन अपनी बात शांति से कह रहे था हालांकि वो बहुत जुझारू था यह आचरण भ्रामक है क्योंकि यह बाहर जुझारू नहीं दिखाई दे रहा है शायद उन्होंने कुछ प्रशिक्षण लिया है एनएलपी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है जो पुतिन के साथ काम करता है उन्होंने पहली बात पूर्व केजीबी अधिकारी को सिखाई बस छोड़ना आक्रामक इशारों के प्रकार का उपयोग कर जो हम पूर्व सोवियत नेताओं में देखेंगे उन्होंने बताया कि एक विशिष्ट प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल रूस के ज्यादातर पुरुष द्वारा किया जाता हैं और कोई दूसरे देश नहीं करते हैं वह हैं सोवियत फेस मिस एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो अनिवार्य रूप से संबंधित है जिस तरह से हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करते हैं यह हमेशा समूहों में की जाती है चाहें यह एक समावेशी या गैर समावेशी बॉडी लैंग्वेज हो चाहे वह आमने सामने की बातचीत हो या समानांतर या फिर वह संगत हो या असंगत हमें यह समझना होगा कि एक अलग इशारा मुद्रा आंखों का मुस्कुराना आदि एक शब्द की तरह है जिसका अलग अर्थ होता हैं यह एक वाक्य बन जाता है जब दो या अधिक संकेतों का एक संयोजन होता है उस ही समय में यदि हम पाते हैं कि समय का आयाम व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को देखने के साथ भी जुड़ा हुआ है तो एक पैराग्राफ की तरह होता हैं उनकी समझ हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष लेने से बचने में मदद करती हैं हम को कभी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के इरादों के बारे में निष्कर्ष निकालने में जल्दी नहीं करनी हैं सिर्फ उसके काइनेटिक्स आंदोलन को देखकर संदर्भ और सांस्कृतिक ढांचे के बारे में एक जानकारी भी महत्वपूर्ण है हलाकि NVC s को अलग अलग एन कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रियाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है उदाहरण के लिए हम आंखों के संपर्क या किसी विशेष इशारे को देख सकते हैं और इसे डि कोड करने का प्रयास कर सकते हैं अशाब्दिक संप्रेषण का गतिशील प्रकृति का केवल अंतःक्रियाओं के दौरान सबसे अच्छा अध्ययन किया जा सकता है और इसलिए शब्दों वाक्यों और पैराग्राफों के संदर्भ में भाषाई अर्थ के साथ समानांतर यह ध्यान रखना होगा कि हम बॉडी लैंग्वेज को देखें और दूसरों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें इस कोर्स से मैंने बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों को समझने की कोशिश की है यह हमारे दैनिक पेशेवर जीवन की सर्वव्यापी घटना है और सप्ताह के विभिन्न मॉड्यूल में यह देखने की कोशिश की है कि हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि हम इसे कैसे भेजे कैसे वे दूसरों के साथ एक अशाब्दिक तरीके से साझा किए जाते हैं और किस परिस्थिति में उनका प्रभाव मायने रखता है मैंने यह भी समझाने की कोशिश की और बॉडी लैंग्वेज के महत्व का मूल्यांकन की तुलना में हमारी समझ स्थान की स्पर्श समय गंध दिखावे में चेहरे का भाव और गुस्ट्रीक्स साइलेंस और डिजिटल बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान केंद्रित किया इन चर्चाओं को उस संदर्भ में समझना होगा जो इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में निर्दिष्ट किया गया है बॉडी लैंग्वेज हमारे संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संचार कभी पूरा नहीं होता जब तक कि हम बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लेते हैं उस ही समय में इसकी कुछ सीमाएं हैं और इन चर्चाओं को उस संदर्भ के भीतर समझा जाना चाहिए जो शुरुआत में बताया गया है मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए एक सार्थक पाठ्यक्रम रहा है